नमस्कार यह लेक्चर 40 है और हम वेक्टर्ज़ की लिनियर इंडेपेंडेन्स के बारे में चर्चा करेंगे विशेष तौर पर वेक्टर के लिनीअर कॉम्बिनेशन और वेक्टर के लिनीअर इंडेपेंडेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो यह लिनियर कॉम्बिनेशन क्या है इस तरह का अभिव्यक्ति 1v12v2nvn जहाँ λs वास्तविक संख्या के सेट का सदस्य है इसे कहते है वेक्टर v1v2vn का लिनीअर कॉम्बिनेशन तो दिए गए वेक्टर v1v2vn की यह अभिव्यक्ति vλ1v12v2nvn वेक्टर का लीनियर कॉन्बिनेशन कहलाती है जहां यह लंबदा वास्तविक संख्या के सेट का सदस्य है R के ऊपर वेक्टर स्पेस Vहै v इस वेक्टर स्पेस Vका सदस्य है v1v2vn सभी एलिमेंट्स है वेक्टर स्पेस V में यह v को v1v2vn का लीनियर कॉन्बिनेशन कहते है अगर 12n स्केलर R में एक्सिस्ट करते है क्योंकि हम v को इन स्केलरस की सहायता से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते है इस v को v1v2vn का लीनियर कॉन्बिनेशन कह सकते हैं और v1v12v2nvn लिख सकते हैं यह एक बहुत ही जनरल टर्म है क्योंकि यह मैट्रिक्स भी हो सकते हैं पॉलिनॉमियल भी हो सकते हैं तो vको बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉन्बिनेशन में लिख सकते हैं तो हम इससे v को v1v2vn का लीनियर कॉन्बिनेशन कहेंगे उदाहरण के लिए यह चार वेक्टर α435Tβ013Tγ211Tδ422Tलिए गए हैं अब सवाल यह है कि हमें यह पता लगाना है की क्या और का लीनियर कॉन्बिनेशन है कि नहीं और और का लीनियर कांबिनेशन है या नहीं और और का लीनियर कॉन्बिनेशन है कि नहीं इन सवालों के उत्तर यहां देंगे पहले प्रश्न में हमे देखना है कि क्या और के लीनियर कांबिनेशन है कि नहीं अगर हम को 1β2 में लिख सकते हैं किन्हीं λs के लिए तब हम कहेंगे हां और के लीनियर कांबिनेशन है अब हम यह जांचेंगे कि यह संभव है कि नहीं और अंत में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इसके जवाब के लिए तो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करना होगा इसे हम सरलता से इस तरह से लिख सकते हैं 4 3 5 10 1 3 22 1 1 1122 तो यह साफ हो गया है कि अल्फा बीटा और गामा का लीनियर कॉन्बिनेशन है अब हम जांचेंगे कि बीटा गामा और डेल्टा का लीनियर कॉन्बिनेशन है कि नहीं 0 1 3 12 1 1 24 2 2 यहां यह संभव नहीं है कि किसी भी लंबदा λs के लिए यह इक्वेशन संतुष्ट हो यहाँ यह साफ है कि यहां कोई भी लंबदा λs इस बिटा बराबर 1γ2 संबंध को संतुष्ट नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि एलिमेंट बीटा गामा और डेल्टा का लीनियर कांबिनेशन नहीं है यह इनकंसिस्टेंट सिस्टम है यानी कि इसका कोई हल नहीं है इसलिए बीटा गामा और डेल्टा का लीनियर कॉन्बिनेशन नहीं है तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या β का लीनियर कॉन्बिनेशन है या नहीं हमने अभी पहले प्रश्न में देखा कि यहाँ था और फिर β यहां तो β और का लीनियर कॉन्बिनेशन है और यह इसका संबंध है बराबर β जमा 2 है अब सवाल यह है कि क्या और β का लीनियर कॉन्बिनेशन है कि नहीं स्वाभाविक है कि गामा और β का लीनियर कॉन्बिनेशन है और हमें इसकी पुष्टि करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले भाग में देखा था कि बराबर β जमा 2है तो बराबर हाफ माइनस β होगा तो और का कॉम्बिनेशन है जो कि पहले भाग से आसानी से प्राप्त हो जाता है अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं वेक्टर्ज़ की लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर स्पेस V से एक फाइनाइट सेट लेंगे यह सेट v1v2vn लिनीअर्ली इंडिपेंडेंट कहलाएगा जब 1v12v2nvn0⟹12n0 iscalars तो अब हम यहां दिए गए वेक्टर स्पेस की लीनियर इंडिपेंडेंस जाँच सकते हैं लिनीअर इंडिपेंडेंस जाँचने के लिए हमें इस कॉन्बिनेशन 1v12v2nvn0 को देखना होगा इन इक्वेशनस को सॉल्व करने के बाद अगर सलूशन 12n0 आता है तब हम कहेंगे यह सेट लिनीअर्ली इंडिपेंडेंट है लेकिन अगर हमें कुछ लंबदा गैर शून्य प्राप्त होते हैं तो यह लिनीअर्ली डिपेंडेंट है यानी कि इस स्थिति में यह इंडिपेंडेंट नहीं है एक उदाहरण देखते हैं जहां यह तीन वेक्टर v11 10v201 1v3001लिए गए हैं अब यह एक्सप्रेशन देखेंगे 1v12v23v30 1 12 23000 ⟹1230 तो दिया गया सेट लिनीअर्ली इंडिपेंडेंट सेट है स्वाभाविक है कि यहाँ त्रिविअल सॉल्यूशन आया है 0 0 0 लंबदा की वैल्यू है लेकिन हम जांचेंगे कि कोई नॉन त्रिविअल सॉल्यूशन तो नहीं है क्योंकि अगर केवल त्रिवियल सॉल्यूशन ही है तो यह सेट इंडिपेंडेंट कहलाता है यहां पर केवल एकमात्र हल ही संभव था हम इसे व्यापक रूप में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे और फिर इसे ऐशलों फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ एकमात्र हल प्राप्त होता है या की बहुत से हल प्राप्त होते है यहाँ कोई भी हल प्राप्त होने की स्थिति नहीं है क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन का कम से कम एक सलूशन तो होता ही है तो हमने देखा यह वेक्टर्स लिनीअर्ली इंडिपेंडेंट है अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे जहां यह दो वेक्टर v100v212 की लिनीअर इंडिपेंडेंस जांचेंगे हम इस इक्वलिटी 10021200 को जांचेंगे यह सामान्य है कि जब यहां पर जीरो वेक्टर सेट में दिया गया है तो यह इक्वलिटी संतुष्ट होती है क्योंकि यहां जीरो वेक्टर दिया है तो यह लंबदा कुछ भी लिया जा सकता है इससे फर्क नहीं पड़ता है और यह 2 बराबर 0 लेंगे क्योंकि इस जीरो की वजह से हम कोई भी लंबदा ले सकते हैं और यह फिर भी जीरो वेक्टर बन जाएगा और 10001200प्राप्त होगा तो किसी भी वास्तविक संख्या लंबदा के लिए यह एक्वेशन संतुष्ट हो जाती है तो हमें यहाँ एक गैर शून्य हल प्राप्त हुआ है इस स्थिति में गैर शून्य s प्राप्त हुआ है यानी कि यहां बहुत से हल प्राप्त होते हैं इसलिए यह सेट लिनिर्ली डिपेंडेंट है तो जब भी जीरो वेक्टर सेट में मौजूद है तो वेक्टर्स लिनिर्ली डिपेंडेंट होंगे जीरो वेक्टर की मौजूदगी सेट को लिनिर्ली डिपेंडेंट बना देती है अब हम तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं जहां हमें वेक्टर्ज़ v1111Tv2110Tv3100Tv4101T की लीनियर इंडिपेंडेंस जाँचनी है लीनियर इंडिपेंडेंस जाँचने के लिए हम पिछले प्रक्रम की तरह ही यहां पर भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे यह लीनियर कॉन्बिनेशन को लेंगे और इसे जीरो के बराबर रखेंगे यानी कि 12340120λ140 यहां इस लीनियर कॉम्बिनेशन के आधार पर तीन इक्वेज़न इसलिए बनते है क्योंकि यहां पर हर वेक्टर में तीन कॉम्पोनेंट है यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करके हम लंबदा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखेंगे और फिर एलिमिनेशन से इसको एशलों फॉर्म में रेड्यूस करेंगे और वहां से स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या हमें एकमात्र हल प्राप्त हो रहा है या नहीं तो यह है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b0 0 0 यहां दायीं ओर 0 वेक्टर है अब हम इसे एशलों फॉर्म में रेड्यूस करेंगे जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि यहां पहली रो में कोई बदलाव नहीं होगा b0 0 0 पिछले लेक्चर की सहायता से हमें आसानी से पता चलता है कि 4 के अनुरूप हमे फ्री वेरिएबल प्राप्त होगा और यह सभी वेरिएबल 1 2 3 4 डिपेंडेंट है अगर सिस्टम में फ्री वेरिएबल प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है कि यह बहुत से हल की संभावना है और जब बहुत से हल प्राप्त होते हैं तो सेट कभी भी लिनीअर इंडिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि सेट को लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए एकमात्र हल प्राप्त होना चाहिए इस स्थिति में हमारे पास बहुत से हल प्राप्त होते हैं क्योंकि 4फ्री वेरिएबल है और इसे हम जो चाहे वह मान सकते हैं उदाहरण के तौर पर अगर हम 4 को 1 के बराबर मानेंगे तो इस एक्वेशन से 3 1211 1 प्राप्त होता है इस 4 की सहायता से यह सब लंबदा की वैल्यू प्राप्त होती है 3 1211 1 यानी कि यह संबंध प्राप्त होते हैं यह साफ तौर पर डिपेंड है यह इंडिपेंडेंस नहीं है यह एक दूसरे पर इस संबंध की सहायता से डिपेंड है तो दिया गया है सेट लिनिर्ली डिपेंडेंट है एक और उदाहरण देखते हैं जहां हमें इस सेट v1211Tv2122Tv3111Tकी लीनियर इंडिपेंडेंस जांचनी है हम पहले की तरह ही इसे भी हल करेंगे यहां चार वेक्टर दिए गए हैं और यह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैं और यह यहाँ कॉलमस है b0 0 0 यह सभी कॉलम हमने यहां दायीं ओर लिख दिए हैं और यह b हमेशा भी शून्य होगा इसको 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कभी भी नहीं बदलेगा तो हम केवल A के साथ ही काम कर सकते हैं और इससे ऐशलों फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं इससे हल के अस्तित्व के बारे में बात कर सकते हैं यहां पर हम एक नई प्रॉब्लम देख रहे हैं जहां हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और हमें इनकी इंडिपेंडेंस जांचनी है तो हम क्या करेंगे अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे फिर इसे ऐशलों फॉर्म में रिड्यूस करेंगे b0 0 0 और अंत में यह रो रेड्युसेड ऐशलों फार्म प्राप्त होगी जहां यह पाईवट एलिमेंट है यह पाईवट एलिमेंट है और तीसरे कॉलम में कोई भी पाईवट नहीं है यहां यह दो पाईवट एलिमेंट है यह जीरो रो है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है तो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है इस कॉलम 3 के अनुरूप यह 3फ्री वेरिएबल है जिसे हम जो चाहे मान सकते हैं सरलता के लिए हम 3 3 मानते हैं तो इक्वेशन 2 से 2 और 1 प्राप्त होते है और एक्वेशन 1 से बाकि के दो लंबदा भी प्राप्त होंगे जब हम 3 कुछ भी मानते हैं तो यह कॉन्बिनेशन v1v2 3v30 प्राप्त होता है और यहाँ और भी बहुत सी संभावनाएं हैं अगर 3 को 1 मानते है तो 1 और 2 की अलग वेल्यू प्राप्त होगी 3को कुछ और मानने पर 1 और 2में भी बदलाव होगा स्वाभाविक है कि यह एकमात्र रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसके और भी रिप्रेजेंटेशन है लेकिन इससे यह पता चलता है कि यह वेक्टर लिनीअर्ली डिपेंडेंट है और डिपेंडेंसी का एक संबंध इस तरह से हैं v1v23v3 तो इस स्थिति से साफ हो गया है कि यह लिनीअर्ली डिपेंडेंट है तो आज हमने क्या सीखा हमने वेक्टर्स की इंडिपेंडेंस के बारे में सीखा यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसकी चर्चा आगे के लेक्चर्स में जारी रखेंगे यह 1v12v2nvn0लीनियर कॉन्बिनेशन होता है अगर इसमें हमें एकमात्र हल प्राप्त होता है 12n0तब हम उस सेट को लिनीअर्ली इंडिपेंडेंट कहते हैं क्योंकि यहां कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी डिपेंडेंसी संबंध प्राप्त नहीं होता है तो हम कोई भी डिपेंडेंसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर नहीं लिख सकते इसी कारण से इसे हम लिनीअर्ली इंडिपेंडेंट कहते हैं जब भी गैर शून्य हल प्राप्त होता है तो यह बहुत से हल की स्थिति होती है हम इसके बहुत से संबंधों लिख सकते हैं यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टरस के संबंध में लिख सकते हैं इसे हम लीनियर डिपेंडेंस कहेंगे इस स्थिति में वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है यह संदर्भ सामग्री का उल्लेख है And thank you for your attention